इसलिए जब भी मैं कुछ काम करता हूं मान लो मैं बहुत बड़े वेक्टर जैसे कि 1000 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोड OpenMP में लिखूंगा मैं एक पैरेलल रीजन डिफाइन करूंगा और प्रत्येक वन फोर्थ काम करने के लिए मेरे पास एक थ्रेड् होगा मैं 4 थ्रेड्स को प्रत्येक वन फोर्थ काम के लिए लॉन्च करूंगा लेकिन अब तुम यह कैसे निश्चित करोगे कि कौन सा थ्रेड् क्या काम करेगा तुम काम को कैसे डिवाइड करोगे होता क्या है कि सिस्टम में कुल कितने थ्रेड्स है यह पता करने के लिए वहां कुछ कॉल्स होती हैं और हर थ्रेड् को एक यूनीक आईडेंटिफायर दिया जाता है यह थ्रेड आईडी कहलाता है तथा इस थ्रेड् आईडी तथा थ्रेड्स के कुल नंबर के आधार पर मैं यह निश्चित कर सकता हूं कि मुझे क्या काम करना है इसलिए अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो और मान लो वहां चार थ्रेड्स हैं तो थ्रेड्स के पास आईडी होंगे 0 12 तथा 3 क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यह पता करने में उपयोग कर सकता हूं कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं इसलिए हर थ्रेड अपना आईडी जानता है और इसे यह भी पता है कि कुल कितने थ्रेड्स हैं अब मैं यह पता लगा सकता हूं कि मैं क्या काम करने जा रहा हूं मैं अपने थ्रेड आईडी से अगले 250 एलिमेंट्स के लिए 250 से शुरू करने जा रहा हूं मैं डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूं और इसे कहीं स्टोर करूंगा तथा अंत में मैं पता लगा लूंगा कि यह रिजल्टस कहां इकट्ठा हो रहे हैं थ्रेड्स आईडी का जानना तथा कुल थ्रेड्स का पता लगाना बहुत सारी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन तथा कम्युनिकेशन भी है तो तुम्हें थ्रेड्स के कुल नंबर तथा थ्रेड् आईडी कैसे मिलते हैं इसलिए यह ओएमपी कॉल है थ्रेड्स के नंबर पता करने के लिए जोकि आवश्यक रूप से ओएमपी के टोटल थ्रेड्स को वापस करती है और कॉल ओएमपी करंट थ्रेड के नंबर वापस करता है इसलिए याद रखो यह कोड पैरेलल रीजन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है इसलिए अलग अलग थ्रेड इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उनमें से हर एक को अलग अलग वैल्यू वापस मिल सकती है इसलिए इन वेरीएबलस num t और tid का क्या होगा ये कहां है इसलिए यह सब थ्रेड के स्टैक में जाने वाले हैं यह सब हर थ्रेड के स्टैक पर पहले फ्रेम की तरह हैं क्योंकि यह सब पैरेलल रीजन के अंदर डिक्लेयर्ड तथा डिफाइंड है इसलिए वे सब शुरू हो जाएंगे सबसे मुख्य बात यह है कि हर थ्रेड के पास अपने num t तथा tid की कॉपी होगी अब मैं क्या करूंगा मैं बस थ्रेड आईडी तथा थ्रेड के नंबर के साथ हेलो वर्ल्ड'hello world' प्रिंट करूंगा इसलिए जैसे ही मैं यह कर दूंगा मैं क्या देखता हूं तो मैं है यह देखता हूं मैं इसको फिर से रन करूंगा तुम आउटपुट से क्या ऑब्जर्व करते हो विद्यार्थी प्रिंट एटॉमिक है प्रिंट एटॉमिक नहीं है 99 परसेंट समय प्रिंट एटॉमिक नहीं है अगर तुम्हारे पास छोटे प्रिंट स्टेटमेंटस हैं तो तुम्हें प्रिंट कंटिगुअसली मिलेगा लेकिन अन्यथा प्रिंट एटॉमिक नहीं है विद्यार्थी ऑर्डर ऑर्डर सही तुम इस बात को निश्चित नहीं कर सकते कि आउटपुट किस ऑर्डर में आएगा अथवा स्टेटमेंट्स वास्तव में किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे तुम केवल एक ही चीज को निश्चित कर सकते हो कि एक थ्रेड के अंदर स्टेटमेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे लेकिन थ्रेडस के बीच में वह सीक्वेंशियल ऑर्डर इंटरलीव होते हैं तुम्हारे पास बिल्कुल कोई भी आईडिया नहीं होता है और अगर तुम कई बार रन करते हो तो वह सब अलग अलग तरीके से इंटरलीव्ड हो सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से डायनेमिक होता है टाइम स्लाइस कब एक्सपायर होगा इसलिए जब थ्रेड शुरुआत में लॉन्च होते हैं प्रोसेसर कौन सा थ्रेड पहले उठाएगा अगर कोई थ्रेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है जैसे कि printf एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है ठीक इसे एक IO डिवाइस की स्क्रीन पर प्रिंट करना है यह डिटरमिनिस्टिक नहीं है तुम्हारे पास इसका कोई आईडिया नहीं है कि यह स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे केवल तुम एक ही चीज निश्चित कर सकते हो कि हर थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होगा इसलिए जब भी तुम इसको कई बार रन करते हो तो तुम्हें अलग अलग आर्डर देखने को मिलेंगे विद्यार्थी आपने इससे पहली क्लास में उदाहरण दिया थाजहां प्रोग्राम पहले हेलो 'hello' तथा उसके बाद वर्ल्ड 'world' प्रिंट कर रहा था वहां दो प्रिंट कमांडस थे अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं लेकिन उनका नंबर थ्रेड्स के नंबर से कम है उस केस में क्या यह मुमकिन है कि थ्रेडस का आउटपुट इंटरलीव्ड हो जाए और हमें आउटपुट ऐसे मिले हेलो हेलो 'hello hello 'और उसके बाद वर्ल्ड वर्ल्ड 'world world' ऐसा तब हो सकता है जब तुम्हारे पास अलग प्रोसेसर्स हो तब भी जब तुम्हारे पास 4 कोरस हैंऔर तुम चार थ्रेडस रन कर रहे हो तब भी तुम्हें ऐसा आउटपुट दिख सकता है कोर को आउटपुट डिवाइसेज पर लिखना होता है आउटपुट डिवाइस कॉमन आउटपुट डिवाइस होती है यह सेम स्क्रीन है सेम डिस्प्ले होगा वहां पर कुछ मेमोरी लोकेशन है तथा कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैंजहां पर कि यह सब लिखा होता है इसलिए ऐसा हो सकता है कि थ्रेड 1 कोर 1 पर एग्जीक्यूट हो रहा हो थ्रेड 2 कोर 2 पर एग्जीक्यूट हो रहा हो लेकिन जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है यह कुछ डाटा भेजता है हो सकता है यह H e l l o भेजें इसी बीच में थ्रेड 2 अपना H e l l o भेजे इसलिए स्क्रीन क्या प्रिंट करेगी स्क्रीन हेलो 'hello' प्रिंट करेगी और उसके बाद 'hello w' और उसके बाद कुछ और विद्यार्थी तो क्या कंसोल पर डाटा प्रिंटिंग अच्छा विचार नहीं है मेरा मतलब है तुम्हें यह करना है तुम्हें यह अंदाजा लगाना है कि उन ऑपरेशंस को एटॉमिक कैसे बनाएं एटॉमिक मतलब जैसे कि एटॉमिक ऑपरेशंस के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे कि कोई भी दूसरा थ्रेड उस ऑपरेशन में शेड्यूल नहीं हो रहा है मतलब तुम्हें इसको ऐसा बनाना है कि यह एटॉमिक लगे तो ऐसा करने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम इसके बारे में बात करेंगेहो सकता है लॉक्स मुचुअल एक्सक्लूजन वहां पर ऐसा करने के बहुत सारे तरीके हैं हो सकता है तुम्हें लॉक मिले तब तुम्हें प्रिंट करना है फिर तुम अनलॉक करते हो हम उन सब पर विचार विमर्श करेंगे लेकिन प्रिंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं प्रिंटिंग में यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है तो क्या अगर प्रिंट गलत आ गया सबसे मुख्य बात यह है कि फाइल ऑपरेशंस सही होने चाहिए तथा डाटा मतलब अगर तुम वेरीएबल पर काम कर रहे हो तो वो अच्छे से मैनेज होने चाहिए वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वही सबसे मुख्य चीज है सबसे मुख्य चीज है जो भी ऑपरेशंस तुम मेमोरी पर परफॉर्म कर रहे हो वह सब कंसिस्टेंट होने चाहिए तो यह सब आउटपुट एक्चुअल प्रोग्राम्स का उपयोग करके जनरेट होते हैं लेकिन बहुत बार 90 से भी ज्यादा समय तुम्हें यह एहसास होगा कि एक प्रिंट स्टेटमेंट एक साथ आता है लेकिन अगर तुम वन मिलियन टाइम रन करते हो तो वास्तव में तुम्हें मिलेगा की ऐसा नहीं होता प्रिंट ऑपरेशंस कैसे एटॉमिक नहीं होते हैं चलो अब एक सिनेरियो पर विचार करते हैंतो मैंने num t तथा tid को पैरेलल रीजन के अंदर डिफाइन तथा डिक्लेअर कर दिए थे और इसलिए इन सब के लिए एकअलग कॉपी बन गई थी क्या होगा अगर हम इन वेरिएबलस को पैरेलल के बाहर डिक्लेअर करें तो मैंने यह चेंज किया था याद रखो मैंने तुम्हें कहा था कि कोड के रेड भाग पर ध्यान देना है इसलिए अब मैंने num t तथा tid को पैरेलल रीजन के बाहर डिक्लेअर किया तो अब क्या हुआ इसलिए मैंने जब इस कोड को रन किया तो मुझे वही आउटपुट मिला जो मैंने चाहा था मैंने इसे फिर से रन किया तो मुझे कुछ दूसरा आउटपुट मिला तो ऐसा क्यों हुआ थ्रेड् 3 ने कभी कुछ भी प्रिंट नहीं किया तथा तीसरा दो बार प्रिंट हो गया विद्यार्थी थ्रेड 3 प्रिंट हुआ लेकिन इसकी वैल्यू ओवरराइट हो गई सही अब यह एक शेयर्ड वेरीएबल है num t तथा tid अब शेयर्ड वेरीएबल हैं तो अब इस परटिकुलर केस में क्या होगा मान लो थ्रेड 3 एग्जीक्यूट हो रहा है तो यह num t इक्वल टू ओमपी गेट नम थ्रेड्स एग्जीक्यूट करेगाइसी बीच में क्या होगा कि थ्रेड् वन साथ में आएगा और यह num t इक्वल टू ओमपी गेट नम थ्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा तो उन दोनों को थ्रेड्स के नंबर मिलेंगे अब मान लो थ्रेड् 3 tid इक्वल टू ओमपी गेट थ्रेड्स नम एग्जीक्यूट करता है यह tid एक शेयर्ड वेरीएबल है तो tid में क्या स्टोर होगा इसलिए थ्रेड् 3 वेरीएबल tid में वैल्यू 3 स्टोर करेगाऔर यह सभी थ्रेड्स द्वारा शेयर होगी अब इससे पहले कि इसे printf मिल सके होगा क्या कि थ्रेड् वन आएगा और tid इक्वल टू ओएमपी गेट थ्रेड् नम को एग्जीक्यूट करेगा अब यहां क्या होगा यहां होगा क्या की यह वास्तव में वैल्यू 1 से रिप्लेस हो जाएगा इसलिए tid के पास वैल्यू 1 है और अब थ्रेड् 3 आगे गया और उसने printf को कॉल किया और जब यह पैरामीटर tid पर पास होता है तो वास्तव में क्या पास हुआ 1 पास हुआ तथा इसी प्रकार थ्रेड् 1 ने किसी समय printf को कॉल कियाऔर क्या पास हुआ 1 पास हुआ इसलिए तुमने देखा कि 1 दो बार प्रिंट हो गया तो यह वास्तव में एक रेस जैसी दशा है जब वहां पर वैरियेबल्स अथवा रिसोर्सेज कई सारे थ्रेड्स द्वारा शेयर होते हैं और जब वे वेरीएबल को एक ही समय पर अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो तुम रेस कंडीशन में रन करते हो